सभी को नमस्कार हम बुनियादी भाप बिजली चक्र के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वाष्प शक्ति संयंत्र के लिए आदर्श चक्र रैंकिन चक्र है और पहले से ही मैंने 4 बुनियादी घटकों बॉयलर टरबाइन कंडेनसर और फीड पंप के साथ रैंकिन चक्र की भौतिक व्यवस्था को दिखाया है फिर मैंने एक ऊष्मागतिकी सतह पर रैंकिन चक्र दिखाया है इसलिए हम क्या कर सकते हैं जो कि बहुत नियमित रूप से किया जाता है वह यह है कि हम रैंकिन चक्र की दक्षता 𝜂𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑒 निर्धारित कर सकते हैं यह मानते हुए कि सभी प्रक्रियाएं आदर्श प्रक्रिया हैं फिर मूल परिभाषा से यह Wnet QBoiler है तो इसे Qboiler के रूप में लिखा जा सकता है तो यह फिर से टरबाइन कार्य के रूप में लिखा जा सकता है जहां हम टरबाइन को एक उपकरण मान सकते हैं जो स्थिर स्थिति स्थिर प्रवाह की स्थिति में चल रहा है और यह भी मान सकते है कि गतिज और संभावित ऊर्जा में परिवर्तन न्यूनतम हैं टरबाइन से कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है टरबाइन काम को एंथैल्पी अंतर द्वारा लिखा जा सकता है इसका मतलब है यह टरबाइन के माध्यम से फैलने वाली भाप की विशिष्ट एंथैल्पी है तो यह आपका टरबाइन कार्य Wpump है पंप का काम निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल है आप पंप के शुरुआती बिंदु को जब देखते हैं यहां पंप का प्रवेश बिंदु है यहां पर एंथैल्पी h3 है जहां तरल पदार्थ संतृप्त स्थिति में है कंडेनसेट वह संतृप्त तरल स्थिति है लेकिन जब पानी को दबाया जाता है तो यह उप ठंडा तरल क्षेत्र में होता है उप ठंडा तरल क्षेत्र के गुण आसानी से उपलब्ध नहीं हैं परंपरागत रूप से हम भाप तालिका का उपयोग करके गुणों का निर्धारण करते हैं तो भाप तालिका में h4 आसानी से उपलब्ध नहीं है तो हम क्या सोचते हैं कि इस उपकरण के द्वारा किया गया कार्य अथवा स्थिर प्रवाह उपकरण द्वारा किया हुआ कार्य अन्य सभी प्रक्रियाओं की उपेक्षा करते हुए किसी अतुल्य द्रव को दबाने के कार्य के रूप में समझा जा सकता है यह किसी प्रकार का एक अतुल्य तरल पदार्थ है जिस पर दबाव डाला जाता है इसलिए किए गए कार्य को लगभग v3 ∆p के रूप में लिखा जा सकता है तो ∆p मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूं ∆p है pBoiler pcondenser तो मूल रूप से पंप कंडेनसर दबाव से बॉयलर के दबाव तक तरल पदार्थ के दबाव को बढ़ा रहा है तो ∆p यह है और फिर बॉयलर में गर्मी हस्तांतरण क्या है बॉयलर में गर्मी हस्तांतरण h1 h4 से दिया जाएगा फिर से h4 निर्धारित करना मुश्किल होता है तो कोई h1 h2 v3 ∆p h4 लिख सकता है जिसे h3 के रूप में लिखा जा सकता है और इसकी स्टीम टेबल या भाप तालिका या प्रॉपर्टी टेबल के द्वारा आसानी से गणना की जा सकती है यह और पंप का काम है जो चला गया है तो कोई ईसे h1 h3 v3 ∆p लिख सकता है अब वाष्प शक्ति चक्र के अधिकांश या कई मामलो के लिए पंप का कार्य अन्य ऊर्जा घटको की तुलना में बहुत छोटा है यह उस वाष्प शक्ति चक्र के लिए सही नहीं है जहां बॉयलर का दबाव बहुत अधिक है अब यह मानते हुए कि पंप का काम अन्य घटको की तुलना में काफी छोटा है तो उसे नजरअंदाज करते हुए कोई लिख सकता है कि यह के बराबर है इसलिए सभी मूल्यों को किसी प्रकार की गुण तालिका से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या आजकल कोई व्यक्ति किसी प्रकार के इंजीनियरिंग समीकरण सॉल्वर का उपयोग कर सकता है और फिर बॉयलर के दबाव और कंडेनसर दबाव को जानने और टरबाइन के प्रवेश पर सुपरहीट की डिग्री को जानकर रैंकिन चक्र के चक्र दक्षता को निर्धारित कर सकता है तो एक बार जब हम रैंकिन चक्र की दक्षता निर्धारित करते हैं तो हम यह पता लगाने की स्थिति में होते हैं कि हम कितनी ऊष्मीय ऊर्जा को काम में परिवर्तित कर रहे हैं और फिर से यदि हम एक महत्वपूर्ण लूप लेते हैं तो हम इस रूपांतरण को बढ़ाने की संभावनाएं सोच सकते है अब हम इस मूल विचार के साथ आगे बढ़ते हैं मैं इस समय इस बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि जो मूल चक्र हमने दिखाया है और जिसका प्रदर्शन पैरामीटर जो कि दक्षता हमने निर्धारित की है वह असल में एक आदर्श चक्र है अतः कई स्थान हैं जहां वास्तविक चक्र से आदर्श चक्र अलग हो जाएगा कई स्थान हैं जहां अपरिवर्तनीयता हैं हमें उन बिंदुओं पर त्वरित चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि हम चक्र को कैसे संशोधित कर सकते हैं ताकि हम ऊर्जा का एक बेहतर रूपांतरण कर सकें पहले आइए हम चक्र की अनियमितताओं रैनकिन चक्र में अनियमितताओं पर गौर करें जिन अपरिवर्तनीयताओं को हम दिखा सकते हैं मैंने जो आरेख दिखाया है वह एक प्रतिवर्ती चक्र या आदर्श चक्र है विभिन्न प्रकार की अपरिवर्तनीयताएं होंगी और अपरिवर्तनीयताएं को हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं आंतरिक अपरिवर्तनीयता और बाहरी बाह्य अपरिवर्तनीयता आंतरिक अपरिवर्तनीयता निश्चित रूप से नलिकाओं में घर्षण के कारण कुछ स्थानों पर विस्तार के कारण हो रहे नुकसान के कारण आएगी तो वे चीजें आएँगी और इससे कुछ कम प्रदर्शन होगा और जो चक्र के प्रदर्शन में गिरावट पैदा करेंगे लेकिन 2 चीजें 2 उपकरण जो विशेष चिंता का विषय है ज्योति है विस्तार और द्रव की संपीड़न प्रक्रिया विस्तार प्रक्रिया टरबाइन में और संपीड़न प्रक्रिया पंप में होती है इन दोनों प्रक्रियाओं को हमने प्रतिवर्ती एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया माना है अब ऐसा नहीं होता है तो टरबाइन के मामले में कुछ प्रकार की हानि होगी तो टरबाइन का निकास इस तरफ चला जाएगा पर पंप में भी कुछ निश्चित मात्रा में नुकसान होगा और पंप का निकास बिंदु यहां से कहीं और चला जाएगा अब इन 2 नुकसानों को आम तौर पर पंप और टरबाइन दोनों के लिए इन उपकरणों की कुछ आइसेंट्रोपिक दक्षता के आधार पर निर्धारित किया जाता है नलिकाओं में कुछ मात्रा में दबाव का नुकसान होता है जो भी हमें बॉयलर का दबाव मिलता है या पंप के निकास पर दबाव मिलता है वह दबाव समान नहीं बना रह पाता क्योंकि नलिकाओं में गर्मी के तौर पर हानि होती है तो इस तरह के नुकसान हैं लेकिन आइए हम उन बाहरी अपरिवर्तनीयताओं पर ध्यान दें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो अपशिष्ट ताप वसूली के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं तो इसके लिए हमें चक्र की गर्म करने वाली और ठंडी करने वाली प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा तो चक्र की गर्म करने वाली और ठंडी करने वाली प्रक्रिया यदि हम देखते हैं तो आइए पहले हम गर्म करने वाली प्रक्रिया देखते हैं तो यह कार्यशील ईंधन कैसे गर्म होता है तो एक बॉयलर में ईंधन का दहन होगा जिससे गरम निकास गैस उत्पन्न होगी जो काम कर रहे तरल पदार्थ को गर्मी का आदान प्रदान करेगी ताकि काम करने वाले तरल पदार्थ का तापमान बढ़ जाए तो आप देखें कि यह आपका ऊष्मागतिकी सतह T और s है यह गरम फ्ल्यू गैस का मार्ग है या इस तरह से गरम फ्ल्यू गैस ठंडी हो जाती है और इस तरह कार्यशील तरल पदार्थ का तापमान बदल जाता है तो यह हिस्सा है इकोनॉइज़र यह आपका इवेपोरेटर है और यह आपका सुपरहिटर है अब यहाँ आप देखते हैं कि हमने कमोबेश एक विपरीत प्रवाह की व्यवस्था दिखाएं है यह तीर विपरीत दिशा में होंगे इस बात का खेद है कि ये विपरीत प्रवाह की व्यवस्था के लिए तीर विपरीत दिशा में होंगे मैं अस्पष्टता से बचने के लिए एक दूसरा रास्ता बनाता हूं इसलिए आपको याद रखना होगा कि जब हमने ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों पर चर्चा की थी तो हमने बताया है कि एक महीन तापमान अंतर पर गर्मी हस्तांतरण अपरिवर्तनीयता का कारण बनता है इसलिए यहां हम यह देख सकते हैं कि किसी भी स्थान पर तापमान के बीच अंतर होना चाहिए फ्ल्यू गैस के तापमान और काम करने वाले तरल पदार्थ के तापमान में अंतर है वास्तव में यह फ्ल्यू गैस आवश्यक है क्योंकि जब तक कि तापमान में अंतर नहीं होता हैगर्मी हस्तांतरण नहीं होगा तो गर्मी हस्तांतरण के लिए तापमान में अंतर की आवश्यकता होती है लेकिन साथ ही यह कुछ प्रकार की अपरिवर्तनीयता भी बनाता है इसलिए हमेशा इंजीनियरों की एक प्रवृत्ति होती है जिसके तहत वह एक अच्छा हीट एक्सचेंजर या एक अच्छा उपकरण तलाशते है जो इन 2 धाराओं के बीच न्यूनतम अंतर रखते हुए गर्मी हस्तांतरण की अनुमति देगा अब हम इन 2 वक्रो को करीब लाना पसंद करते हैं एक वक्र फ्ल्यू गैस के लिए है या दहन के गर्म उत्पाद के लिए है और यह वाष्प के लिए है इसलिए हम उन्हें और करीब लाना चाहते हैं अब अगर हम उन्हें करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बिंदु निकटतम होगा और इस बिंदु को पिंच बिंदु के रूप में जाना जाता है तो यह निर्धारित करने वाला कारक बन जाता है कि हम इन 2 वक्रो को कितना करीब ला सकते हैं सबसे कम पिंच बिंदु पर गर्मी को स्थानांतरित करना अधिक कठिन होगा और इस गर्मी हस्तांतरण के लिए अधिक महंगे उपकरण लगेंगे तो पिंच बिंदु एक सीमा है और यह निर्धारित करता है कि बाहरी अपरिवर्तनीयता क्या होगी इस मामले में यह पिंच बिंदु एक बहुत ही अनूठा बिंदु है और विशेष रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है जब इस तरह की एक प्रक्रिया होती है जहां आंशिक रूप से यह एकल फेज की गर्म करने वाली प्रक्रिया है फिर यह फेज परिवर्तन है और फिर से एकल फेज की गर्म करने वाली प्रक्रिया और जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम आगे देखेंगे कि यह निहितार्थ है यदि हम शीतलन प्रक्रिया देखते हैं तो यह गर्म करने वाली प्रक्रिया के लिए है यदि हम शीतलन प्रक्रिया देखते हैं तो चलिए हम इसे इस पृष्ठ पर ही दिखाते हैं तो यह गर्म करने वाली प्रक्रिया के लिए है तो गर्म करने वाली प्रक्रिया के लिए हमें यह आरेख मिला है अब यदि हम शीतलन प्रक्रिया को देखते हैं तो फिर से हम सोच सकते हैं हमें एक और पृष्ठ चाहिए तो शीतलन प्रक्रिया शीतलन प्रक्रिया के लिए इस भाप को देखते हैं यह 2 चरण गुंबद है इस तरह से भाप संघनित हो रही है या ठंडी हो रही है फिर एक संघनित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे इस भाप को ठंडा किया जाता है और इसे परिसंचारी पानी में गर्मी के हस्तांतरण के कारण ठंडा किया जाता है तो परिसंचारी पानी में संघनक भाप से गर्मी की आपूर्ति होगी और परिसंचारी पानी का इस नीली रेखा द्वारा दर्शाए गए तापमान में परिवर्तन होगा तो यह पक्ष फिर T है और यह पक्ष s है तो यहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है कि यदि हम इन 2 वक्रों को एक साथ पास ला सकते हैं तो हमारे पास अपरिवर्तनीयता की मात्रा कम होगी और यहाँ आप देखते हैं कि यह बिंदु निर्धारण कारक बन जाता है और इसे हीट एक्सचेंजर के लिए टीटीडी कहा जाता है टीटीडी टर्मिनल टेंपरेचर डिफरेंस या तापमान अंतर है इसलिए हीट एक्सचेंजर के लिए एक टर्मिनल तापमान अंतर होता है हम इस टर्मिनल तापमान अंतर से परे नहीं जा सकते अगर हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो हीट एक्सचेंजर का आकार और डिजाइन बदलना होगा और इससे लागत में वृद्धि हो जाएगी तो आप देखते हैं कि टर्मिनल तापमान का अंतर 0 के बराबर नहीं किया जा सकता है और इसीलिए कुछ निश्चित मात्रा में बाहरी अपरिवर्तनीयता होगी इसलिए हमने दोनों पर कुछ आंतरिक अपरिवर्तनीयता और बाहरी अपरिवर्तनीयता के बारे में चर्चा की है और मूल रूप से हानियों के कारण हमें इस प्रकार की अपरिवर्तनीयताएँ मिलती हैं इसका मतलब है न्यूनतम तापमान क्यों हमें आदर्श रूप से मिलना चाहिए था वह पिंच बिंदु की वजह से हासिल नहीं हो पाएगा इस मामले में यह कंडेनसर में टर्मिनल तापमान अंतर के कारण हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा तो आप देखते हैं कि प्रक्रिया की अंतर्निहित सीमा के कारण अधिकतम चक्र तापमान को प्राप्त करना सीमित है और न्यूनतम चक्र तापमान को प्राप्त करना भी सीमित है इसलिए आदर्श चक्र से ये 2 बिंदु हैं जो इसे कम कुशल बनाता है व्यावहारिक चक्र इन 2 मुद्दों के कारण अथवा इन 2 बिंदुओं के कारण कम कुशल होगा जिन पर मैंने चर्चा की है इससे अधिक मैंने उन 2 अन्य बातों पर चर्चा की है जैसे टरबाइन में विस्तार की प्रक्रिया के दौरान नुकसान होगा और पंप में संपीड़न प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर पंप ऊर्जा की खपत कम होने की वजह से नुकसान भी कम होता हैं यह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय नहीं है लेकिन टरबाइन का नुकसान महत्वपूर्ण हो सकता है इसलिए हम इस चर्चा से क्या देख सकते हैं इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि वास्तविक व्यवहार में जो भी आदर्श चक्र दक्षता हमारे पास है वह हमें नहीं मिलने वाली है इसलिए यदि हम यह नहीं प्राप्त करने जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमें चक्र को इस तरह से संशोधित कर सके ताकि इस तरह प्रक्रियाओं में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए हम कहीं न कहीं लाभ प्राप्त करते हैं तो रैंकिन चक्र के लिए डिजाइन के कुछ बदलाव या डिजाइन में सुधार की कुछ गुंजाइश हैं और बहुत जल्दी हम इन डिजाइन के बदलाव पर चर्चा करेंगे पहला डिज़ाइन बदलाव जिसके बारे में कोई सोच सकता है उसे रीहीट चक्र कहा जाता है तो रीहीट चक्र यह कुछ ऐसा है जैसे हमारे पास एक बॉयलर है हम बॉयलर में भाप ले रहे हैं जो टरबाइन के विस्तार में जाता है और जाहिर है भाप की ऊर्जा जो उत्पादन कार्य के लिए उपयोग की जाती है वह इस कम ऊर्जा भाप को बनाती है अब मैं क्या कर सकता हूं मैं इसे बॉयलर में वापस ला सकता हूं और गर्म करके एक बार फिर इसे कम दबाव वाले टरबाइन पर भेजकर कुछ और कार्य कर सकता हूं और फिर इस भाप को कंडेनसर में ले जाया जाता है और फिर पंप में एवं उसके बाद बॉयलर में तो यह रीहीट चक्र की व्यवस्था है यदि हम इन बिंदुओं को निरूपित करते हैं तो फिर यह पहली टरबाइन में उच्च दबाव विस्तार के बाद यह 2 है यह बॉयलर में जाता है इसलिए जब यह आता है तो यह 3 है यह कम दबाव टरबाइन पर जाता है और फिर यह विस्तार के बाद बाहर आता है यह 4 है इस कंडेनसर के बाद यह 5 है और फिर यह फीड पंप पर जाता है यह 6 है और फिर यह बॉयलर को जाता है और जिसके बाद सुपरहिटेड भाप को उच्च दबाव बॉयलर में भेजा जाता है तो अब चक्र आरेख जो हमें मिलेगा वह फिर से TS सतह में है जैसा कि हमारे पास इस तरह का एक चक्र आरेख होगा तो हम 1 से 2 विस्तार करते हैं फिर 2 से 3 जो कि गर्म होता है कम दबाव वाले टरबाइन में 3 से 4 विस्तार होता है फिर 4 से 5 संक्षेपण होता है फिर 5 से 6 यानी पंप में दबाव बढ़ जाता है फिर 6 से एक बार फिर बॉयलर में गर्म होता है तो आप देखते हैं कि गर्मी जोड़ 2 स्थानों पर है यह सामान्य गर्मी जोड़ प्रक्रिया है जिसे हमने पहले मामले में भी देखा है और दूसरे स्थान पर अतिरिक्त गर्मी जोड़ है जब इन भाप को दोबारा गर्म किया जाता है कोई भी बहुत ही जल्द इस कार्य की गणना कर सकता है हम कहते हैं कि यह टरबाइन 2 है और कोई रैंकिन की दक्षता को रीहिट के साथ निकाल सकता है कोई भी दो कार्य सकता है पहला कार्य h1 h2 होगा दूसरा टरबाइन द्वारा कार्य किया जाएगा जो h3 h4 होगा इसमें से हमें Wpump जोकि पंप का कार्य है उसे घटाना होगा क्योंकि इस तरह के चक्र में बॉयलर का दबाव कहीं अधिक है अन्यथा कई मामलों में हम पंप के कार्य को नजरअंदाज करते हैं फिर बॉयलर के द्वारा दी गई गर्मी आती है जिसे हम h1 h6 से निरूपित करते हैं और उसके अलावा h3 h2 रीहिट वाली गर्मी है तो हमें क्या मिलता है कि समान मात्रा में काम करने वाले तरल पदार्थ का उपयोग करने से हमें उसी संयंत्र से कुछ अधिक मात्रा में काम मिलता है यह ऊर्जा रूपांतरण का एक अच्छा सिद्धांत है लेकिन जहां तक चक्र की दक्षता का संबंध है कोई निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता है कि यह चक्र की दक्षता में वृद्धि करेगा निश्चित रूप से यह चक्र के काम के उत्पादन को बढ़ाता है लेकिन दक्षता के बारे में निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता हैदक्षता में कुछ मामूली वृद्धि हो सकती है लेकिन यह एक अच्छा सिद्धांत हैरीहीट चक्र का एक और फायदा मिलता है मैं इस बाहर निकलने वाली भाप को इंगित करना चाहूंगा जो कि शुष्क है बिना रीहीट के यहां से निकलने वाली भाप गीली मिलती जो टरबाइन के लिए अच्छी नहीं है तो यहाँ यह टरबाइन के लिए काफी शुष्क और अच्छा है इसलिए यह रिहीट चक्र का अतिरिक्त लाभ है आम तौर पर इन 2 तापमानों को एक ही स्तर पर रखा जाता है यह 1 और 3 एक ही स्तर पर कमोबेश रखा जाता है क्योंकि सामग्री की अपनी सीमा है इस कारण हम इन 2 तापमानों को लगभग एक ही स्तर पर रखते हैं तो यह आपकी गर्मी का चक्र है इसे लगभग एक ही तरह के संयंत्र के आकार के लिए अधिक शक्ति देने में लाभ मिलता है कुछ स्थानों पर संयंत्र का आकार बढ़ जाएगा लेकिन यह न्यूनतम है कुछ अन्य संशोधन हैं जो हम आने वाले व्याख्यान या आने वाली कक्षाओं में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आप में से कई रैंकिन चक्र के बुनियादी प्रकार एवं रैंकिन चक्र की इस तरह की भिन्नता से परिचित हैं लेकिन यह मानते हुए की प्रतिभागी विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं हम जल्दी से पुनरावृत्ति की कोशिश कर रहे हैं अतः इसके साथ मैं आज के व्याख्यान को समाप्त करना चाहता हूं